सभी को नमस्कार हम हीट एक्सचेंजर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे अब तक हमने हीट एक्सचेंजर्स के बुनियादी वर्गीकरण की चर्चा की है और हमने उन तकनीकों को देखा है जिनके द्वारा हीट एक्सचेंजर्स का विश्लेषण किया जा सकता है मुख्य रूप से 2 तकनीकों का उपयोग किया जाता है जो कि लॉगरिदमिक माध्य तापमान अंतर तकनीक या एलएमटीडी विधि है और प्रभावशीलता एनटीयु विधि है इन 2 विधियों को हमने देखा है हमने यह समझने के लिए एक उदाहरण भी लिया है ताकि हम समझ सके कि इन तरीकों का उपयोग वास्तव में हीट एक्सचेंजर की सरल गणना के लिए कैसे किया जा सकता है अब इस विशेष व्याख्यान में मैं कुछ हीट एक्सचेंजर्स को लेकर चर्चा करूंगा जो विशेष रूप से अपशिष्ट गर्मी वसूली के लिए अनुकूल हैं हालांकि मैंने समय समय पर उल्लेख किया है कि कौन से हीट एक्सचेंजर्स अपशिष्ट गर्मी वसूली के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं लेकिन मुझे लगता है कि हमें विभिन्न प्रकार के हीट एक्सचेंजर्स पर कुछ और समय बिताना चाहिए ध्यान दें जो विशेष रूप से अपशिष्ट गर्मी वसूली के लिए हैं और निश्चित रूप से जब यह अपशिष्ट गर्मी वसूली है तो यह ऊर्जा संरक्षण के लिए भी है तो आइए स्लाइड में देखें तो ऊर्जा संरक्षण और अपशिष्ट गर्मी वसूली के लिए विशेष रूप से अनुकूल हीट एक्सचेंजर्स इस प्रकार के हैं पहले प्रकार के हीट एक्सचेंजर्स रीजनरेटरर्स होते हैं फिर कुछ विशेष 1 या 2 रीजनरेटरर्स होते हैं इनके अलावा हीट कॉइल और रनअराउंड कॉइल हीट एक्सचेंजर्स के विशेष प्रकार है इसमें से हीट कॉइल बहुत खास हैं उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है और जाहिर है वे अपशिष्ट गर्मी वसूली और ऊर्जा संरक्षण के लिए बहुत अच्छे उपकरण हैं मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा अन्य प्रशिक्षक प्रोफेसर आनंदरूप भट्टाचार्य गर्मी के पाइप के बारे में विस्तार से बात करेंगे और आप देखेंगे कि अपशिष्ट ताप वसूली के लिए इस अद्वितीय ताप आदान प्रदान उपकरण का उपयोग कैसे किया जा सकता है इसलिए हम पुनर्योजी के साथ शुरुआत करेंगे अब पुनर्योजी विभिन्न प्रकार के होते हैं पुनर्योजी का मतलब है कि हीट एक्सचेंजर्स जिसमें ऊष्मा अंतरण अप्रत्यक्ष है इसका मतलब है 2 द्रव धाराएं एक दूसरे के साथ नहीं मिल रही हैं लेकिन वे किसी तरह के ठोस अवरोध के पार लगातार ऊष्मा का आदान प्रदान भी नहीं कर रहे हैं तो जानते हैं कि एक पुनर्योजी का कार्य सिद्धांत क्या है पहले मान लीजिए कि एक गर्म धारा है जिस गर्म धारा से मेरा तात्पर्य है हमें उस गर्म धारा से निश्चित मात्रा में ऊष्मा निकालने की आवश्यकता है तो गर्म धारा कुछ मैट्रिक्स या भंडारण सामग्री के माध्यम से पारित करने के लिए बनाई गई है इसलिए जब गर्म धारा इस भंडारण सामग्री से गुजरती है जो एक ठोस सामग्री होती है तो भंडारण सामग्री ताप ऊर्जा को उठा लेगी और फिर उस भंडारण सामग्री से ठंडी धारा गुजारी जाएगी तो उस तापीय ऊर्जा को जो संग्रहीत किया गया था उसे फिर से ठंडी धारा द्वारा ले जाया जाएगा भंडारण सामग्री के माध्यम से गर्म धारा गुजरेगी तो यह प्रक्रिया जारी रहेगी और हम गर्म धारा से शीत धारा तक भंडारण माध्यम से हीट एक्सचेंज प्राप्त करेंगे तो यह पुनर्योजी का कार्य सिद्धांत है और पुनर्जनन के विभिन्न प्रकार हैं इसलिए एक पुनर्योजी में यह भंडारण सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है और इसे कभी कभी मैट्रिक्स भी कहा जाता है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि मैट्रिक्स स्थिर हो सकता है या हम मैट्रिक्स कई प्रकार से घूमा भी सकते हैं तो आइए हम इसे किसी प्रकार के आरेख की सहायता से समझाते हैं तो पहले हम फिक्स्ड ट्विन बेड रेजनरेटर देख सकते हैं और इन 2 बक्सों में इस तरह की व्यवस्था को बिस्तर कहा जाता है इस बिस्तर में हमें भंडारण सामग्री या मैट्रिक्स मिला है तो आम तौर पर ये छिद्रपूर्ण सामग्री हैं तो उनके पास ठोस घटक होगा जो ताप ऊर्जा को भंडारित कर सकता है तापीय ऊर्जा के भंडारण में इनका उपयोग अच्छा हो सकता है लेकिन इस समय इन बिस्तरों में छिद्र या कुछ प्रकार के परस्पर जुड़े हुए प्रणाली होगी जिसके माध्यम से द्रव प्रवाह पारित हो सकता है और अधिकांश मामलों में द्रव प्रवाह के रूप में हमारे पास किसी प्रकार की गैस किसी तरल पदार्थ की धारा के रूप में आ रही होगी या हमारे पास दो तरल पदार्थ की धाराएं होंगी तो हमारे पास दो गैस धाराएं हैं अब इस भंडारण सामग्री का उपयोग करने का क्या फायदा है मैट्रिक्स निर्माण ऐसा है कि यह ठोस और बहती हुई गैस के बीच बहुत बड़ा निवास समय और बहुत अंतरंग संपर्क देगा जो वहां एक गैस के होने पर संभव नहीं है 2 गैस धाराओं का प्रवाह होता है और वे कुछ ठोस वाल्व द्वारा अलग हो जाते हैं जो कि अन्य हीट एक्सचेंजर्स में से अधिकांश में होता है इसलिए अगर मुझे इस फिक्स्ड ट्विन बेड रेजनरेटर के कार्य सिद्धांत को समझाना है तो हम कहते हैं कि यह एक स्थिर बिस्तर है तो कुछ गर्म गैस आ रही है तो यह लाल रेखा गर्म गैस रेखा है इस रेखा में 2 वाल्व की संख्या है हम इस वाल्व को बंद कर देते हैं और हम इस वाल्व को खोल देते हैं तो गैस धारा को अब इस पहले बिस्तर से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है यहां यह वाल्व बंद है यह वाल्व खोला जाता है तो गैस की धारा बाहर जा रही है लेकिन जब गैस की धारा बाहर जा रही है तो पहले से ही हमने कुछ निश्चित मात्रा में गर्मी निकाली है और जिसे संग्रहित किया हुआ है भंडारण सामग्री के भीतर अब यह एक ठंडी धारा है एक बार जब गर्म गैस की धारा इस पहले बिस्तर से गुजरती है तो ठंडी धारा इस रेखा का अनुसरण करती हैं इस बिंदीदार रेखा का तो यह वाल्व खोला गया है यह वाल्व भी खोला गया है लेकिन ये 2 वाल्व बंद हैं तो इस बिंदीदार रेखा के माध्यम से ठंडी धारा आ रही है और यह इस पहले बिस्तर से गुजर रही है अब ठंडी धारा जब पहले बिस्तर के माध्यम से गुजरती है तो यह पहले से ही बहुत गर्म है तो ठंडी धारा कुछ निश्चित तापीय ऊर्जा को उठाएगी और अब मैंने इस ठंडी धारा द्वारा कुछ निश्चित ऊष्मीय ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लिया है जो गर्म गैस के साथ समाप्त हो सकती थी जिसका उपयोग हम कर सकते हैं लेकिन जब ठंडी धारा पहले बिस्तर से गुजर रही होती है तो यह गर्म गैस धारा क्या कर रही होती है गर्म गैस धारा पहले बिस्तर को दरकिनार कर रही है लेकिन यह दूसरे बिस्तर से गुजर रही है इसलिए जब ठंडी धारा पहले बिस्तर से गुजर रही है शीत धारा द्वारा ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है लेकिन उस समय दूसरा बिस्तर गर्म किया जा रहा है और यह तैयार होने की प्रक्रिया में है ताकि अगले पल में ठंडी गैस धारा उसके पास से गुजरेगी और कुछ निश्चित मात्रा में तापीय ऊर्जा लेगी तो इन वाल्वों को बदल कर या हासिल किया जाता है गर्म गैस धारा को पहले बिस्तर के माध्यम से एक बार निर्देशित करता है फिर दूसरे बिस्तर के माध्यम से और ठंडे गैस को एक बार दूसरे बिस्तर के माध्यम से और फिर पहले बिस्तर के माध्यम से निर्देशित करता है तो यह जारी रहता है और अधिक संख्या में बिस्तर हो सकते हैं सबसे सरल प्रतिरूप बिस्तर पुनर्जनन है लेकिन इसमें अधिक संख्या में बिस्तर हो सकते हैं और इसके द्वारा हम गर्म धारा की अच्छी मात्रा से ठंडी धारा तक ताप ऊर्जा की अच्छी मात्रा प्राप्त कर सकते हैं अब यह एक व्यवस्था है और यहां हम जो देख सकते हैं वह यह है कि यह वाल्व संचालन करना है आम तौर पर यह स्वचालित रूप से किया जाता है किसी को यह जानने की जरूरत है कि किसी विशेष बिस्तर से एक गैस धारा को कितना समय गुजरना चाहिए और तदनुसार वाल्वों को संचालित किया जाना चाहिए कई तरह के डिज़ाइन हो सकते हैं इस डिजाइन में हमें एक परीभ्रामी पुनर्योजी प्राप्त हुआ है परीभ्रामी पुनर्योजी बहुत आम हैं फिर से गर्म धारा से ताप ऊर्जा निकालने और इसे निर्देशित करने या इसे ठंडी धारा में जमा करने के लिए पुनर्जीवित किया गया है और एक पुनर्योजी है जाहिर है जैसा कि मैंने बताया है यह एक मैट्रिक्स है और यह एक गोलाकार चीज है लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो मैट्रिक्स में मार्ग होंगे ये त्रिकोणीय मार्ग हैं त्रिकोणीय मार्ग बहुत आम हैं तो इन त्रिकोणीय मार्ग के माध्यम से कोई भी गैस धारा गुजर जाएगी और जब गैस धारा त्रिकोणीय मार्ग से पारित हो जाएगी जो कि बहुत संकीर्ण होते हैं तो वहां वाल्व होते हैं जो विशेष सामग्री से बने होते हैं जो गर्मी को भंडारित कर सकते हैं तो यह गर्मी का भंडारण करेगा इसलिए जब गर्म गैस की धारा गुजरती है तो वे गर्मी जमा करेंगे और जब ठंडी गैस की धारा पास होगी तो वे गर्मी को निष्कासित करेंगे तो यह मैट्रिक्स या यह पहिया जिसमें यह मैट्रिक्स होता है घूमता रहता है और आप उस व्यवस्था को देख सकते हैं जिसके द्वारा यह घूमता है तो अगला आरेख अगर हम देखते हैं तो आप देखते हैं कि 2 नलिकाएं हैं और 2 नलिकाएं विपरीत प्रवाह प्रकार की व्यवस्था में हैं प्रवाह इन 2 नलिकाओं के माध्यम से विपरीत दिशा में हो रहा है तो गर्म गैस इस से गुजर रही है यह एक परीभ्रामी या पहिया से गुजर रही है जिसे ताप पहिया के रूप में भी जाना जाता है और फिर जब यह बाहर आ रहा है तो यह पहले से ही निश्चित मात्रा में ताप ऊर्जा जमा कर चुका है तो वैसे यह ठंडा होता है लेकिन मैट्रिक्स के माध्यम से यह गर्म होता है क्योंकि जब पहिया घूमता है तो यह ऊपर बढ़ता है और इसके माध्यम से ठंडी गैस गुजर रही है इसलिए जब ठंडी गैस इस से होकर गुजरेगी तो उसे ताप ऊर्जा मिलेगी और यह गर्म हवा के रूप में बाहर आ जाएगा तो यह कई मामलों में एक बहुत ही आम उपकरण है इसका उपयोग एक बड़े एयर कंडीशनर में किया जा सकता है इसका उपयोग आपूर्ति हवा के लिए किया जा सकता है और शक्ति केंद्र में कमरे से जो हवा निकल रही है उसका उपयोग हवा को पहले से गरम करने के लिए किया जा सकता है आम तौर पर ये परीभ्रामी पुनर्जनन गैस से गैस के लिए उपयुक्त होते हैं और लगातार यह पहिया घूमता रहेगा और एक ही समय में लगातार ये 2 गैसों का प्रवाह होगा हमारे पहले के मामलों में हमने बिस्तर के पुनर्योजी के निश्चित प्रकार को देखा है हमने देखा है कि बिस्तर स्थिर रहते हैं और द्रव एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर में बहता है यहां द्रव प्रवाह पथ स्थिर रहता है द्रव धाराओं के मार्ग के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन पुनर्योजी स्थिर नहीं है पुनर्योजी चलता रहता है और इसकी गोलाकार ज्यामिति होती है तो यह घूमता रहता है तो यह ताप ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक डिजाइन हैं जहां इस मैट्रिक्स सामग्री को कुछ प्रकार के विशेष रसायनों के साथ लेपित किया जाता है तो कुछ मात्रा में अव्यक्त गर्मी का भी उपयोग किया जा सकता है इस तरीके का विशेष डिजाइन संभव हैं तो इस परीभ्रामी पुनर्जनन के डिजाइन संशोधन के साथ व्यक्त और अव्यक्त गर्मी हस्तांतरण दोनों संभव है इसके साथ एक छोटा एनीमेशन देखते हैं जो मैं आपके लिए चलाता हूं यह स्वयं व्याख्यात्मक है और आप देख सकते हैं इसका भौतिक निर्माण क्या है एवं गैस की धाराएँ कैसे बहती हैं तो यह हमें परीभ्रामी पुनर्जनन के बारे में कुछ विचार देता है इसलिए परीभ्रामी या रोटरी पुनर्जनन में एक पहिया होता है जो घूमता है और इसीलिए इसे हीट व्हील ताप पहिया भी कहा जाता है लगभग इसी तरह का निर्माण लेकिन एक परीभ्रामी कनटोप या हुड के साथ पुनर्योजी का थोड़ा अलग डिजाइन संभव है यहां हम एक पुनर्योजी के लिए किसी प्रकार के पहिये का भी उपयोग कर रहे हैं और इस पहिये में मैट्रिक्स होगा हमें स्थिर ठंडा गैस पथ और गर्म गैस पथ मिल गया है तो आप देख सकते हैं कि यह गर्म गैस पथ है और यह ठंडा गैस पथ है लेकिन एक परीभ्रामी हुड होगा तो परीभ्रामी हुड को इस तरह दिखाया गया है तो यह एक समय पर या कुछ अवधि के लिए घूमता रहता है यह इस तरफ होगा और बाकी की अवधि के लिए यह दूसरी तरफ होगा जब यह इस तरफ होगा तो हम कहें कि ठंडी हवा अंदर आ रही है और फिर ठंडी हवा को इस रास्ते से गुजरना पड़ता है और यह मैट्रिक्स सामग्री गुजरता है जो पहले से ही गर्म गैस से गर्म होती है तो ठंडी हवा से निश्चित मात्रा में तापीय ऊर्जा प्राप्त होगी इसके तापमान में वृद्धि होगी और हवा बाहर निकलेगी तब परीभ्रामी या रोटरी कनटोप या हुड दूसरी तरफ होगा तो गर्म गैस के गुजरने के लिए एक रास्ता बना देगा यह एक है मेरा मतलब है कि यह हिस्सा पहिया का यह हिस्सा ताकि यह मैट्रिक्स गर्म हो जाए और अगली बार इस गर्मी को ठंडे गैस में स्थानांतरित किया जा सके तो यह एक परीभ्रामी हुड के साथ एक पुनर्योजी का कार्य सिद्धांत है यहां क्या हो रहा है गर्म गैस और ठंडे गैस के मार्ग का एक अदल बदल हो रहा है लेकिन एक वाल्व द्वारा नहीं बल्कि एक परीभ्रामी कनटोप या हुड की मदद से इसलिए यह अंतर है अन्यथा यदि हम निर्माण देखते हैं तो निर्माण के दृष्टिकोण से यह एक परीभ्रामी पहिये के बहुत करीब है जो कि पुनर्योजी का एक प्रकार है इस तरह के पुनर्योजी के घूमने की गति बहुत कम है क्योंकि इससे गर्मी के आदान प्रदान के लिए अच्छी मात्रा में समय दिया जा सकता है बहती गैस धारा और मैट्रिक्स सामग्री के बीच पहिये बहुत बड़े होते हैं गैस वेग भी कम है तो गर्मी विनिमय अच्छी मात्रा में होता है हम पुनर्योजी या ऊष्मा चक्र से ऊष्मा स्थानांतरण का अनुमान लगा सकता है इसका विश्लेषण बहुत ही सरलीकरण के साथ किया गया है हम विश्लेषण नहीं करने जा रहे हैं लेकिन मैं आपको एक संबंध देना चाहूंगा जो की अनुमानित है लेकिन यह आपको कुछ विचार देता है कि किन मापदंडों पर गर्मी हस्तांतरण की दर निर्भर करती है यह गर्मी हस्तांतरण की दर है स्पष्ट रूप से स्थिर संचालन में 2 धाराओं के 2 प्रवाह और तापमान हैं 2 धाराएँ निश्चित तापमान के साथ आ रही हैं और ये 2 तापमान बहुत महत्वपूर्ण हैं गर्मी हस्तांतरण का क्षेत्रफल भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हमारे पास यह क्षेत्रफल है 2 तापमान हैं गर्म गैस तापमान और ठंडे गैस का तापमान तापमान का अंतर जो महत्वपूर्ण है इसलिए यदि क्षेत्र अधिक है तो गर्मी हस्तांतरण अधिक होगा यदि तापमान का अंतर अधिक है तो गर्मी हस्तांतरण अधिक होगा और जिस पर यह निर्भर करेगा वह अन्य पैरामीटर यहां दिए गए हैं तो यह वह समय है जब गर्म तरल पदार्थ की धारा मैट्रिक्स के संपर्क में होती है यह समय है ठंडा तरल पदार्थ मैट्रिक्स के संपर्क में है तो यह समय की कुल राशि है जाहिर है अगर समय की कुल मात्रा बड़ी है तो गर्मी हस्तांतरण की दर कम होगी और फिर यह गर्म पक्ष संवहन गर्मी हस्तांतरण गुणांक है और यह गर्म तरल पदार्थ का पहिया के साथ संपर्क का समय है जैसा मैंने बताया है या मैट्रिक्स के साथ संपर्क का समय है यह ठंडा पक्ष संवहन गर्मी हस्तांतरण गुणांक है यह ठंडे तरल पदार्थ के लिए समय है यह लंबाई पैरामीटर का कुछ प्रकार है यह भौतिक लंबाई नहीं हो सकती है लेकिन इसका मतलब यह है कि यह भौतिक लंबाई से संबंधित है और फिर यह मैट्रिक्स सामग्री की ताप चालकता है और ये फिर से हैं ये 2 शब्द पहले से ही मैंने परिभाषित किए है तो आप देखते हैं कि समय का परस्पर विरोधी प्रभाव है जाहिर है अधिक समय की वजह से मैट्रिक्स सामग्री के साथ गर्मी का आदान प्रदान करने के लिए गैस को अधिक अवसर मिलेगा तो इसलिए हमें थोड़े समय की आवश्यकता होती है लेकिन एक ही समय में पूर्ण चक्र क्योंकि वहाँ हीटिंग और शीतलन होगा जो होना चाहिए अगर यह बहुत बड़ी अवधि में हो रहा है जाहिर है हमारे पास चक्र के दौरान गर्मी विनिमय की अच्छी मात्रा नहीं होगी क्योंकि गर्मी हस्तांतरण दर को चक्र के समय से विभाजित किया जाएगा तो यह एक डिज़ाइन पैरामीटर होना चाहिए चक्र के कुल समय को कैसे तय किया जाए और चक्र को कैसे तय किया जाए मेरा मतलब है कि गर्म गैस की धारा और मैट्रिक्स सामग्री के बीच संपर्क का समय और संपर्क के बीच का समय ठंडी गैस धारा और मैट्रिक्स सामग्री के बीच का संपर्क का समय तो यह एक तरह का डिज़ाइन है यह एक डिज़ाइन पैरामीटर है तो इसके साथ हमें कुछ विचार मिला है जो कि पुनर्योजी के बारे में है जो कि स्थिर बिस्तर प्रकार का हो सकता है या जो एक घूर्णन बिस्तर प्रकार का हो सकता है तो अन्य प्रकार के डिजाइन भी हैं हमने देखा है कि हम विशेष प्रकार के रिकूपरेटर में जाते हैं अब अगर हम हीट एक्सचेंजर्स को देखते हैं तो हीट एक्सचेंजर को वर्गीकृत करने के अलग अलग तरीके हैं हीट एक्सचेंजर को वर्गीकृत करने का एक तरीका यह है कि हम हीट एक्सचेंजर को रिकूपरेटर और पुनर्योजी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं रिकूपरेटर का अर्थ है लगातार कोई भी मध्यवर्ती भंडारण सामग्री के माध्यम के बिना शीत द्रव और गर्म तरल पदार्थ के बीच गर्मी विनिमय होगा एक मध्यवर्ती ठोस माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से गर्मी हस्तांतरण हो रहा है क्योंकि हम अधिकांश मामलों में 2 द्रव मिश्रण करने के लिए अनुमति नहीं दे सकते हैं तो उनके बीच एक ठोस अवरोध हो सकता है जिसके माध्यम से गर्मी हस्तांतरण हो रहा है लेकिन यह गर्मी हस्तांतरण भंडारण माध्यम से नहीं है तो इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर्स को रिकूपरेटर कहा जाता है तो सभी मुख्य हीट एक्सचेंजर उदाहरण हमने प्लेट प्रकार के हीट एक्सचेंजर को देखा है साथ ही मैंने सभी प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर को दिखाया है ये सभी रिकूपरेटर हैं गर्मी एक्सचेंजर का एक और प्रकार हो सकता है अब हमने पुनर्योजी की चर्चा की है तो पुनर्योजी हीट एक्सचेंजर्स हैं जहां गर्मी हस्तांतरण गर्म तरल पदार्थ से ठंडे तरल पदार्थ तक भंडारण माध्यम से होता है इसलिए कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए होगा एक द्रव भाप से भंडारण माध्यम या मैट्रिक्स तक गर्मी का भंडारण होगा और फिर कुछ समय के लिए संग्रहीत गर्मी को ठंडे प्रवाह में स्थानांतरित किया जाएगा इसलिए पुनर्जन्न करने वालों को हमने कम या ज्यादा अलग अलग प्रकार के पुनरयोजको को देखा है हमने उन रिकूपरेटर को देखा है जिनकी हमने चर्चा की है लेकिन अपशिष्ट गर्मी वसूली के उद्देश्य के लिए कुछ विशेष रूप से रिकूपरेटर हैं जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहता हूं यदि हम इस विशेष स्लाइड पर जाते हैं तो यहाँ हम कुछ रिकूपरेटर देख सकते हैं जो अपशिष्ट ऊष्मा प्राप्ति उद्देश्य के लिए विशेष हैं तो ये रिकूपरेटर आप देख सकते हैं ये ट्यूब हैं इस ट्यूब के माध्यम से आम तौर पर गर्म गैस पास और ट्यूब के पार ठंडी गैस या ठंडी हवा इसके माध्यम से गुजरती है तो भट्टी से भस्मक से गर्म गैस आएगी और इस ट्यूब और बाहर ठंडी गैस होगी जो गुजरेगी ये खुली हुई ट्यूब हैं कभी कभी उनमें गैस के प्रकार के आधार जो हम उपयोग कर रहे हैं कुछ पंख हो सकते हैं और ये विशेष रूप से अपशिष्ट गर्मी वसूली के लिए उपयोग किए जाते हैं यह एक विशिष्ट अपशिष्ट गर्मी बॉयलर है जो एक प्रकार का रिकूपरेटर भी है लेकिन यद्यपि हम इसे अपशिष्ट गर्मी बॉयलर कह रहे हैं हम इसे निकाल नहीं रहे हैं तो गर्म अपशिष्ट गैस किसी प्रकार के संसाधन से आ रही है और फिर इन ट्यूब से गुजरती है ये राइजर ट्यूब हैं तो यहां भाप का उत्पादन होगा और फिर यह भाप ड्रम में जाएगा भाप को यहां से निकाला जाएगा एक पानी की आपूर्ति कर सकता है और यह डाउन कमर है जिसके माध्यम से ठंडा पानी निकलेगा तो गर्म गैस और राइजर ट्यूब के बीच संपर्क समय बनाने के लिए हमें बेंड ट्यूब मिला है और आप देख सकते हैं कि राइजर ट्यूब की कहीं अधिक संख्या है लेकिन केवल एक डाउनकमर है हालांकि पूरे प्रवाह के लिए द्रव्यमान दर समान है तो यहाँ हम सतह क्षेत्र को भी बढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ हमें गर्मी हस्तांतरण की आवश्यकता है हम ट्यूब को झुकाकर सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं हम गर्म गैस और तरल पदार्थ के बीच संपर्क समय बढ़ा रहे हैं जो एक तरल पदार्थ ट्यूब के माध्यम से बह रहा है और फिर बेकार गैस निकल रही है तो यह भी एक विशेष प्रकार का हीट एक्सचेंजर है जो एक रिकूपरेटर है जो मूल रूप से अपशिष्ट गर्मी वसूली के उद्देश्य के लिए है इस तरह के कई उदाहरण हैं वाष्पशील ऊर्जा संयंत्र में उपयोग किए जाने वाले इकोनोमाइजर वे फिर से विशेष प्रकार के रिकूपरेटर हैं जो अपशिष्ट गर्मी वसूली के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है गैस अपशिष्ट गर्मी वसूली उद्देश्य के लिए रिकूपरेटर के गर्म गैस पक्ष पर पंखे नहीं होंगी क्योंकि उस पक्ष में फाउलिंग होता है लेकिन वे ठंडे पक्ष पर पंख हो सकता है इसलिए इकोनोमाइजर की फिर से यह ट्यूबलर संरचना होगी जबकि कई मामलों में एयर प्रीहेटर की एक ट्यूबलर संरचना हो सकती है या इसमें अपशिष्ट गर्मी को निकालने के लिए पुनर्योजी प्रकार का सिद्धांत हो सकता है अब हम एक अन्य प्रकार के हीट एक्सचेंजर को देखते हैं जिसे रन अराउंड कॉइल कहा जाता है या कभी कभी इसे एक द्रव युग्मित कहा जाता है मान लीजिए एक संयंत्र में 2 धाराएं हैं एक गर्म धारा है और दूसरी ठंडी धारा है तो हमने एक गर्म धारा दिखाई है यहाँ यह गर्म धारा आ रही है और हमने एक ठंडी धारा भी दिखाई है जो आ रही है लेकिन संयंत्र में गर्म धारा और ठंडी धारा एक साथ नहीं है बल्कि अलग है वे बहुत दूर हैं यदि वे बहुत दूर हैं तो क्या होगा हम हीट एक्सचेंजर की सहायता से सीधे गर्म धारा से ठंडी धारा में और उनकी दूरी के आधार पर गर्मी का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं इस प्रकार की दूरी कि हमारे पास इस गर्म धारा और ठंडी धारा के लिए एक पुनर्योजी प्रकार का हीट एक्सचेंजर भी नहीं हो सकता है जो भौतिक रूप से करीब नहीं हैं लेकिन गर्म धारा के लिए हमारे पास क्या हो सकता है हमारे पास एक हीट एक्सचेंजर हो सकता है और यहां गरम धारा दी गई ऊष्मा को एक तरल पदार्थ द्वारा ग्रहण किया जा सकता है और इस तरल पदार्थ के माध्यम से ठंडी धारा को गर्मी को प्रदान किया जा सकता है और फिर गर्म धारा और ठंडी धारा के बीच निश्चित मात्रा में ऊष्मा का आदान प्रदान संभव है तो गर्म धारा से ठंड की धारा तक चारों ओर एक कॉइल चल रहा है तो यही कारण है कि इसे रन अराउंड कॉइल कहा जाता है और द्रव के संचलन के लिए जाहिर है हमें यहां एक पंप की आवश्यकता है और एक गर्मी हस्तांतरण कुछ प्रकार के तरल माध्यम से होता है तो इसीलिए इसे फ्लुइड कपल हीट एक्सचेंजर भी कहा जाता है तो मूल रूप से हमारे पास 2 हीट एक्सचेंजर हैं दोनों रिकूपरेटर हैं वे एक द्रव धारा द्वारा युग्मित होते हैं अब अगर हम देखें तो यह द्रव युग्मित हीट एक्सचेंजर गर्म गैस की एक योजनाबद्ध व्यवस्था है यहाँ एक तापमान TH1 के साथ यह एक तापमान TH2 साथ बाहर जा रहा है ठंडी गैस जो कि तापमान TC2 के साथ आ रहा है इसे हमने लिखा है TC2 not TC1 और यह TC1 के साथ बाहर आ रहा है फिर जो तरल पदार्थ इस कॉइल के माध्यम से आगे बढ़ रहा है और यह किसी प्रकार का लूप है तो इसे द्वितीयक द्रव कहा जा सकता है तो यह TS2 के साथ गर्म पक्ष के हीट एक्सचेंजर में प्रवेश कर के TS1 तापमान के साथ गर्म स्थिति में बाहर आ रहा है तो यह एक तापमान TS1 के साथ ठंडे पक्ष के हीट एक्सचेंजर में प्रवेश कर रहा है और तापमान TS2 के साथ बाहर आ रहा है इसलिए नामकरण क्या हैहमने नामकरण के लिए इस पद्धति या मानदंड का अनुसरण किया है हमने इस उच्च तापमान के लिए एक और निम्न तापमान के लिए दो का उपयोग किया है अब इस तरह 2 हीट एक्सचेंजर्स शामिल हैं और एक चल तरल पदार्थ दोनों के बीच एक चक्र में शामिल है इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी प्रकार के विश्लेषण के लिए जा सकते हैं और स्थिर संचालन को संभालने के लिए हम कुछ विचार कर सकते हैं विश्लेषण सरल हो जाएगा और हम हीट एक्सचेंजर का प्रदर्शन के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो हम कहते हैं यह वही है जो हमें ऊर्जा संतुलन से मिलेगा यही गर्मी हस्तांतरण की दर है यदि हम गर्म पक्ष द्रव पर विचार करते हैं तो हमारे पास H गुणा किया जाएगा तापमान के अंतर के साथ इसे हम TH1 TH2 से दर्शाते हैं जैसा कि मैंने बताया है कि किसी भी तरल पदार्थ की धारा के लिए गर्म पक्ष द्रव को हम एक से निरूपित करेंगे और ठंडे पक्ष के द्रव को हम दो से निरूपित करेंगे ऐसा हम केवल अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं इससे पहले हमने प्रवेश एवं कास के लिए एक और दो का प्रयोग किया था यहां पर हम उच्च तापमान को 1 से एवं निम्न तापमान को 2 से निरूपित करेंगे इसलिए हमें यह प्राप्त होता है कि गर्मी हस्तांतरण की दर जहां तक गर्म द्रव प्रवाह का संबंध है यह ताप अंतरण की दर है जहाँ तक ठंडी तरल धारा का संबंध है और यह ताप अंतरण की दर है जहाँ तक मध्यवर्ती द्रव प्रवाह का संबंध है और तब हमने यह मान लिया है कि वे स्थिर अवस्था में चल रहे हैं कोई ऊर्जा का नुकसान एवं भंडारण नहीं है जो भी ऊष्मा का आदान प्रदान है वह गर्म धारा और मध्यवर्ती द्रव के बीच है और फिर से मध्यवर्ती द्रव से ठंडी धारा के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है तो परिवेश के साथ कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं है तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह सब कुछ बराबर हो सकता है गर्मी हस्तांतरण के सभी 3 दर को बराबर किया जा सकता है यह सरलीकृत विश्लेषण के लिए एक धारणा है यह धारणा वास्तविक अभ्यास के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती है लेकिन यह धारणा कुछ सरलीकृत विश्लेषण करने के लिए की जाती है जो हमें इस विशेष प्रकार के उष्मा का आदान प्रदान करने वाले संचालन के बारे में कम से कम कुछ विचार देगी इसलिए हम मान ̇CH को ̇CC के और ̇CC को CS के बराबर मानते हैं इसका मतलब है 3 तरल पदार्थों की ऊष्मा क्षमता दर मतलब गर्म जलधारा द्वितीयक अथवा मध्यवर्ती द्रव धारा और शीत द्रव प्रवाह की समान हैं तो अगर ऐसा है तो फिर हमें मिलेगा TH1 TH2 जो कि बराबर होगा TC1 TC2 और TS1 TS2 के आपको लगता है कि फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1 उच्च तापमान और 2 निम्न तापमान को इंगित करता है तो यह तापमान अंतर है यदि हम यह मान लेते हैं यह विपरीत प्रवाह है तो हम समानांतर प्रवाह के लिए भी विश्लेषण कर सकता है यदि हम विपरीत प्रवाह को मान लेते हैं और यदि हम अपने पिछले आरेख पर वापस जाते हैं तो आप देखते हैं यह एक विपरीत प्रवाह है या गैस इस तरह से गुजरती है और मध्यवर्ती द्रव इस तरह से गुजरता है इसलिए यदि हम विपरीत प्रवाह को मान लेते हैं तो हम हीट एक्सचेंजर की लंबाई के साथ तापमान परिवर्तन प्राप्त करते हैं यह एक रैखिक तापमान परिवर्तन है इतना ही नहीं गर्म गैस धारा के लिए यह ठंडी गैस धारा के लिए सीधी रेखा होगी यह एक सीधी रेखा होगी और मध्यवर्ती द्रव के लिए यह एक और सीधी रेखा होगी तो सभी 3 सीधी रेखाएं समानांतर होनी चाहिए जो हमने किया है मैं समझाता हूं ये पहले 2 धाराएं है ये 2 समान रंग की हैं यह नारंगी रंग यह आपका मध्यवर्ती द्रव है तो यह लाल और नारंगी ठोस रेखा के साथ जो गर्म पक्ष का हीट एक्सचेंजर का गठन करता है और नारंगी रेखा एक टूटी हुई रेखा और नीली ठोस रेखा के साथ एक अन्य हीट एक्सचेंजर का गठन करती है जो ठंडे पक्ष में है तो ये दोनों विपरीत प्रवाह हीट एक्सचेंजर्स हैं और तापमान परिवर्तन दोनों हीट एक्सचेंजर्स और सभी 3 तरल पदार्थों के लिए रैखिक है तो इसके साथ हमें यह भी मिलेगा हम किसी प्रकार का सरलीकरण कर सकते हैं TH1 TS1 बराबर है TH2 TS2 के इसका मतलब है कि दोनों पक्षों में तापमान का अंतर समान हैं यही मैं अब तक समझाना चाहता था इसलिए 3 तापमान रेखाएं सीधी और समानांतर हैं अब हमें यहाँ रुकना चाहिए हम अपनी अगली कक्षा में इस विश्लेषण को जारी रखेंगे